इस लेक्चर में हम कुछ सवाल हल करेंगे अभी तक पाठ्यक्रम में हमने रिंग्स की परिभाषा रिंग्स के उदाहरण रिंग्स की होमोमोरफ़िज्म के बारे में पढ़ा और आइडियल I से परिचित हुए सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें बहुत से उदाहरण हल करने चाहिए आज हम कुछ उदाहरण से शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर में कुछ सवाल हल करेंगे तो पहले रिंग्स की परिभाषा पर कुछ सवाल देखते हैं सवाल यह है कि नीचे दिए गए सेट्स में कौन से रिंग्स है तो हमें यह पता लगाना है कि नीचे दिए गए सेट में से कौन कौन से सेट्स रिंग है और कौन से नहीं है पहला सेट है a प्लस ib आए जहां a और b इंटिजर्स हैं असल में यह सब रिंग है याद करें 1 का स्क्वायर रूट बराबर है i के तो i एक इमैजिनरी कॉन्प्लेक्स नंबर है यह उदाहरण हमने पहले भी देखा है हमें पता है कि यह एक रिंग है और अब यह देखते हैं कि यह क्यों एक रिंग है और फिर हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ेंगे तो यहां हमें यह चेक करना है कि क्या यह सेट प्रोडक्ट और सम के अंतर्गत क्लोज्ड है और क्या एडिशन के अंतर्गत एलिमेंट्स के इन्वर्स है और क्या सेट में एक मल्टीप्लिकेटिव आईडेंटिटी है तो यह साफ है की दो एलिमेंट्स को ऐड कर कर a प्लस c b प्लस d प्राप्त होगा और अगर a b c और d इंतेजर्स है तो a प्लस c और b प्लस d भी इंटिजर्स होंगे दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ac माइनस bd प्लस i टाइम्स ad प्लस bc प्राप्त होता है तो यह इस सेट के सदस्य होंगे आगे बाकी की प्रॉपर्टीज शिक्षार्थी खुद से चेक कर सकते हैं यह बहुत ही आसान है विशेष तौर पर प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स को चेक करना जरूरी है यह साफ है कि यहां एक आईडेंटिटी एलिमेंट है और यह बराबर है 1 के तो R एक रिंग है और याद करें इसे रिंग ऑफ गॉसियन इंतिज़र्स कहते हैं और इसे Zi से निर्दिष्ट करते हैं तो यह सब हमें पहले से ही पता है इस रिंग के बारे में आज के लेक्चर में दोबारा से पढ़ेंगे अभी एक और रिंग देखते हैं हम इसे R से निर्दिष्ट करेंगे तो अब हम a प्लस b स्क्वायर रूट 2 लेंगे यह पिछले उदाहरण में i को स्क्वायर रूट 2 से बदल कर प्राप्त की गई है यहां a और b दोनों इंटिजर्स है यह R की एक सब रिंग है अब हमें यह पता लगाना है कि यह रिंग है या नहीं तो सेट में a प्लस b स्क्वायर रूट 2 फॉर्म के रियल नंबर्स लिए गए हैं जहां a और b इंटिजर्स हैं तो क्या यह रिंग है इसके दो एलिमेंट्स के सम को चेक करेंगे यह बराबर है a प्लस c प्लस b प्लस d स्क्वायर रूट 2 के और यह बेशक R का सदस्य है अब प्रोडक्ट a प्लस b स्क्वायर रूट 2 टाइम्स c प्लस d स्क्वायर रुट 2 देखते हैं तो यह बराबर है ac प्लस 2 bd प्लस ab प्लस bc स्क्वायर रूट 2 के यह भी R का सदस्य है और बाकी की कंडीशन शिक्षार्थी आसानी से देख सकते हैं यह शिक्षार्थी खुद प्रूव कर सकते हैं यहां प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है यहां पुरानी नोटेशन को ही इस्तेमाल करेंगे और इसे Z ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बराबर लिखेंगे अब यहां पिछले दो उदाहरण में i और स्क्वायर रूट 2 को 1 बाय 2 से बदलेंगे तो मान ले यह बराबर है a प्लस b बाय 2 के जहां a और b Z के सदस्य है तो यह असल में रेशनल नंबर्स का एक सबसेट है तो क्या यह एक रिंग है पहले सम देखते हैं यहां कोई समस्या नहीं है क्योंकि सम a प्लस c प्लस b प्लस d बाय 2 सम प्राप्त होता है और यह R का सदस्य है तो यह बिल्कुल ठीक है अब देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा तो यहां थोड़ी दिक्कत है क्योंकि अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहां a c प्लस ad बाय 2 प्लस bc बाय 2 आएगा यहां तक दिक्कत नहीं है लेकिन आगे bd बाय 4 आएगा तो अब क्या यह एलिमेंट R का सदस्य है क्या इसे a प्लस कोई इंटीजर डिवाइडेड बाय टू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या यह किसी x प्लस y बाय टू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां यह x और y इंटीजर्स है साफ है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसा लिखने पर डिनॉमिनेटर में 2 होगा अगर इन्हे ऐड करेंगे और इन्हें एक सिंगल रेशनल नंबर में लिखेंगे जहां डिनॉमिनेटर बराबर 4 है और b और d 2 को कैंसिल नहीं करते हैं तो यह सामान्य तौर पर मुमकिन नहीं है अब इसे विस्तार से बताते हैं अगर हम कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है या यह प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं होती है या यह रिंग नहीं है तो हमें एक विशेष उदाहरण से यह दिखाना होता है की प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं हो रही है तो उदाहरण लेंगे 1 बाय 2 R का सदस्य है क्योंकि 1 बाय 2 जीरो प्लस 1 बाय 2 फॉर्म का है लेकिन 1 बाय 4 R का सदस्य नहीं है अगर R एक रिंग है तो 1 बाय 2 स्क्वायर को R का सदस्य होना चाहिए था लेकिन 1 बाय 4 को a प्लस b बाय 2 के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो 1 बाय 4 आर का सदस्य नहीं है यह चेक करना आसान है तो R एक रिंग नहीं है अब यह शिक्षार्थी खुद हल कर सकते हैं यह चेक करना ज्यादा कठिन नहीं है मान ले a और b ऐसे लिए गए हैं कि a प्लस b बाय 2 बराबर है 1 बाय 4 के तो आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर और यह कैंसिल कर कर यह चेक किया जा सकता है यहां कुछ गलत है क्योंकि एक तरफ 2 से डिविजिबल है और दूसरी तरफ 4 से डिविजिबल है और यहां यह कंट्राडिक्शन प्राप्त होती है तो R रिंग नहीं है तो हमें एलिमेंट्स ध्यान से लेने होंगे क्योंकि अगर हम a प्लस ib या फिर a प्लस b स्क्वायर रुट 2 इस उदाहरण में लेते तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती लेकिन a प्लस b बाय 2 रिंग नहीं बनाता है तो यहां तीसरे उदाहरण में कुछ मुश्किल है जहां यह 1 बाय 2 टाइम 1 बाय 2 सेट का सदस्य नहीं है हालाँकि स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इस सेट का सदस्य है i टाइम्स i भी इस सेट का सदस्य है तो इन तीनों उदाहरण में यह भिन्नता है अब एक और उदाहरण देखते हैं तो यहां हम यह चेक कर रहे हैं कि क्या यह रिंग है तो अब इन्हीं उदाहरणों से यह देखते हैं कि क्या यह सब रिंग है यहां कुछ बहुत ही परिचित रिंग्स के सबसेट दिए गए हैं पहला कंपलेक्स नंबर का सबसेट है और अब प्रश्न यह है कि क्या यह सब रिंग है तो इस प्रश्न का हल देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि R सब रिंग है या नहीं उन्हीं ऑपरेशंस के अंतर्गत जिस रिंग का यह सब सेट है तो हम यहां वही ऑपरेशंस ले रहे हैं जो ऑपरेशन C पर लिए गए हैं इसी तरह से यह R इस रिंग का सबसेट है यहां यह R Q का सब सेट है लेकिन यह है R का सब रिंग नहीं है अब हम पॉलिनॉमियल रिंग देखते हैं तो यहां यह X में पॉलिनॉमियल है जिसके केफीसिएंट R से लिए गए है तो यह एक वेरिएबल जिसे X कहते हैं में रियल नंबर पॉलिनॉमियल्स हैं तो अब हम R X का सबसेट जिसमें X की डिग्री 3 से कम है लेते हैं तो यहां उन पॉलिनॉमियल्स का सेट लिया गया जिनकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 3 है उदाहरण के तौर पर X क्यूब R का सदस्य है X पावर 4 R का सदस्य नहीं है क्योंकि X पावर 4 की डिग्री बराबर है 4के तो यह R का सदस्य नहीं है तो क्या यह एक रिंग है तो यह साफ है कि यह रिंग नहीं है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि मान लेते हैं कि X रिंग का सदस्य है अगर यह रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत यह सेट क्लोज्ड होगा लेकिन अगर X को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो X पावर 4 प्राप्त होता है और X पावर 4 R का सदस्य नहीं है तो यह रिंग नहीं है अब इस उदाहरण को थोड़ा सा बदल देते हैं इस उदाहरण में भी यह रियल नंबर्स के ऊपर एक पोलीनोमिअल रिंग है तो इस उदाहरण में रिंग R X के सदस्य f X की डिग्री कम से कम 3 है यहां यह पिछले उदाहरण की इनक्वॉलिटी को बदल दिया गया है यहां डिग्री कम से कम 3 है तो क्या यह रिंग है यह रिंग नहीं है ऐसा क्यों है यहां इसके रिंग ना होने के बहुत से कारण है इसके दो कारण यहां बताए जा रहे हैं पहला कि 1 R प्राइम का सदस्य नहीं है क्योंकि याद करें 1 एक कांस्टेंट पोलीनोमिअल है और कांस्टेंट पोलीनोमिअल की डिग्री क्या होती है इसकी डिग्री बराबर है 0 के तो 1 R प्राइम का सदस्य नहीं है यह एडिशन के अंतर्गत क्लोज्ड नहीं है दूसरा कारण इस प्रकार है X पावर 4 R प्राइम का सदस्य है माइनस X पावर 4 प्लस X स्क्वायर भी R प्राइम का सदस्य है लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने पर क्या प्राप्त होता है इन को एलिमेंट्स को ऐड करने पर X स्क्वायर प्राप्त होता है लेकिन यह R प्राइम का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब यह एडिशन के अंतर्गत क्लोज्ड नहीं है तो यह रिंग नहीं है तो ऐसे कोई भी पोलयिनोमिअल रिंग जिसमें पोलीनोमिअल की डिग्री कम से कम या ज्यादा से ज्यादा बताई गई हो वह रिंग नहीं होती है अब कुछ और उदाहरण देखते हैं तो यहां हम रैशनल नंबर्स का एक सब सेट ले रहें है यहां a और b इंटिजर्स है और a बय b Q के सदस्य है इसका मतलब यहां माना गया है कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी रैशनल नंबर्स के एलिमेंट्स लिखे जाते है तब सभी कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिए जाते हैं और यहां सेट के एलिमेंट्स पर कंडीशन है कि 3 b को डिवाइड नहीं करता है तो यहां R इस तरह से परिभाषित किया गया है उदाहरण के तौर पर 1 बय 2 R का सदस्य है 1 R का सदस्य है क्योंकि 1 बराबर है 1 बाय 1 के क्योंकि 3 1 को डिवाइड नहीं करता है दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या 3 बाय 6 R का सदस्य है देखने से ऐसा लगता है कि यह R का सदस्य नहीं है क्योंकि 6 को 3 डिवाइड करता है लेकिन याद रखें कि यह चेक करने से पहले कि 3 डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है कि नहीं हमें कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना होगा तो यहां कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने पर 1 बाय 2 प्राप्त होता है और अब यह डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो यह R का सदस्य है तो यह चेक करने से पहले कि डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड होता है या नहीं हमें नुमेरटर और डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर कैंसिल करने होंगे कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद यदि डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो यह सेट का सदस्य है अगर यह 3 से डिवाइड होता है तो यह सेट का सदस्य नहीं है आशा करते हैं कि यह साफ है तो सेट इस तरह से परिभाषित है तो 1 इस सेट का सदस्य है 0 भी इस सेट का सदस्य है क्योंकि 0 बराबर है 0 बाय 1 के तो 0 इस सेट का सदस्य है अब यहां सवाल यह है कि क्या यह रिंग है तो अब सेट के रिंग होने की कंडीशंस को चेक करते हैं तो यह चेक करना कि यह रिंग है या नहीं बराबर है यह चेक करने के कि क्या यह Q की सब रिंग है या नहीं तो अब तक हमें यह पता है कि यह 0 और 1 इसके सदस्य हैं अब R के दो एलिमेंट्स लेते हैं अब इन दोनों एलिमेंट्स का सम लेते है और यह देखते हैं कि यह R का सदस्य है या नहीं तो a बाय b प्लस c बाय d किस के बराबर है यह ad प्लस bc बाय bd के बराबर है क्या यह R का सदस्य है हमें यह पता है कि a बाय b और c बाय d R के सदस्य है सेट की परिभाषा में दी गयी कंडीशन से हमें पता है कि b को 3 डिवाइड नहीं करता है d को भी 3 डिवाइड नहीं करता है तो b को 3 डिवाइड नहीं करता है और ना ही d को 3 डिवाइड करता है क्योंकि a बाय b और c बाय d कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद सिम्पलस्ट फॉर्म में ही लिखे गए हैं तो b और d को 3 डिवाइड नहीं करता है अब यह प्रॉपर्टी प्राइम नंबर्स की होती है कि अगर प्राइम नंबर b और d को डिवाइड नहीं करता है तो यह bd को भी डिवाइड नहीं करेगा और 3 एक प्राइम नंबर है अब सम देखते हैं हमें पता है कि इस फॉर्म में 3 डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन हाँ हो सकता है कि यह सिम्प्लिस्ट फॉर्म में नहीं है यानी कि हो सकता है कि यहां ad प्लस bc बाय bd में कुछ कॉमन फैक्टर हैं लेकिन इससे फरक नहीं पड़ता है क्यूंकि कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद डिनोमिनेटर में bd का डिवीज़र ही प्राप्त होगा और bd को 3 डिवाइड नहीं करता है तो कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करने पर भी डिनोमिनेटर वही प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है तो कॉमन फैक्टरस को कैंसिल करने के बाद चाहे जो भी डिनोमिनेटर प्राप्त हो 3 उसे डिवाइड नहीं करता है दूसरे शब्दों में ad प्लस bc बाय bd R का सदस्य है तो इस सवाल का उत्तर हाँ है तो एक बार फिर से देखते हैं b और d को 3 डिवाइड नहीं करता है तो 3 इनके प्रोडक्ट bd को भी डिवाइड नहीं करता है यहां 3 प्राइम है इसे इस्तेमाल किया गया है और कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद ad प्लस bc बाय bd या फिर जो भी कोई नया डिनोमिनेटर होगा जो कि bd का ही फैक्टर होगा वह भी 3 से डिविसिब्ल नहीं है तो यह 3 का मल्टीप्ल नहीं है तो a बाय b प्लस c बाय d R का सदस्य है इसका मतलब R एडिशन के अंतर्गत क्लोज्ड है अब देखते हैं कि क्या R मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोज्ड है या नहीं अब फिर से R के दो सदस्य a बाय b और c बाय d लेते हैं और अब इनका प्रोडक्ट यानि कि a बाय b टाइम्स c बाय d लेते हैं तो यह बराबर है ac बाय bd के यहां भी डिनोमिनेटर पहले की तरह ही bd प्राप्त हुआ है जो कि 3 से डिविसिब्ल नहीं है और कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद भी डिनोमिनेटर 3 से डिविसिब्ल नहीं है तो ac बाय bd R का सदस्य है तो यह सभी कंडीशंस को चेक करना होता है और हाँ अब अगर a बाय b R का सदस्य है तो माइनस a बाय b भी R का सदस्य होगा यह मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होने के कारण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि माइनस 1 इस सेट का सदस्य है और प्रोडक्ट माइनस 1 टाइम्स a बाय b जो कि बराबर है माइनस a बाय ब के तो हमने यह सभी कंडीशंस चेक कर ली हैं और याद करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अस्सोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपने आप ही संतुष्ट हो जाती है क्योंकि यह सेट Qजिसमे की सभी प्रॉपर्टी संतुष्ट होती हैं का सबसेट है तो R एक रिंग है तो आशा करते हैं कि यह उदाहरण साफ है इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे थोड़ा सा बदल देते हैं इसे R प्राइम निर्दिष्ट करते हैं पहले की ही तरह यहां भी a बाय b Q से लिया गया है लेकिन यहां यह कंडीशन कि 3 b को डिवाइड नहीं करता है के बजाए 4 b को डिवाइड नहीं करता ली गयी है तो यहां 4 b को डिवाइड नहीं करता है कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद यहां यह दावा किया जा रहा है कि यह रिंग नहीं है यह रिंग नहीं है क्योंकि 1 बाय 2 R प्राइम का सदस्य है और अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि 1 बाय 2 ही है लेंगे तो यहां 4 2 को डिवाइड नहीं करता है तो 1 बाय 2 R प्राइम का सदस्य है लेकिन अगर 1 बाय 2 स्क्वायर लेंगे तो यह 1 बाय 4 के बराबर है और यह सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है लेकिन यहां 4 डिवाइड करता है 4 को तो यह R प्राइम का सदस्य नहीं है इसका मतलब R प्राइम रिंग नहीं है तो याद करें पिछले उदाहरण में सेट एक रिंग थी क्योंकि वहां कंडीशन थी कि 3 b को डिवाइड नहीं करता है और 3 एक प्राइम नंबर है तो यहां इस उदाहरण के बारे में और चर्चा ना करते हुए इस तरह के सेट्स को R सब p परिभाषित करते हैं a बाय b Q के सदस्य है और p b को डिवाइड नहीं करता है यहां p एक इंटीजऱ है माफ़ कीजियेगा यहां p नहीं n लिया गया है तो यह R n है और यहां b है और यहां n है तो R n बराबर है रैशनल नंबर्स के सेट के जहाँ पर n b को डिवाइड नहीं करता है तो यहां यह दावा किया जाता है कि R n एक रिंग यदि और केवल यदि n एक प्राइम नंबर है तो पिछले उदाहरण के अनुसार शिक्षार्थी इसे खुद प्रूव कर सकते हैं यहां दो उदाहरण द्वारा इस बता दिया गया है n बराबर 3 और 4 के लिए तो नोटेशन के अनुरूप यहां R प्राइम R 4 है और यहां R बराबर R 3 है तो R 3 एक रिंग है R 4 रिंग नहीं है तो शिक्षार्थी अब इस रिजल्ट को खुद प्रूव कर सकते हैं कि R n एक रिंग है यदी और केवल यदि n एक प्राइम नंबर है तो हम बिलकुल वैसा ही यहां भी देखेंगे अगर n प्राइम नंबर नहीं है तो यह 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा और फिर जैसे इस उदाहरण में दिखाया गया था ठीक वैसे ही यह प्रूव कर सकते हैं कि R n रिंग नहीं है और जब n प्राइम है तब R 3 वाले उदाहरण को इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसे शिक्षार्थी खुद हल कर सकते हैं अब एक आखिरी उदाहरण देखते है जिसमें सेट एक रिंग है या नहीं चेक करेंगे तो यहां R रैशनल नम्बर्ज़ का सब सेट है यहां a कोई भी इंटिजर है और n नेचुरल नम्बर है तो इस सेट में ऐसे रैशनल नम्बर्ज़ लिए गए है जो कि a बाय 2 पावर n की फ़ॉर्म के हैं यहां रैशनल नम्बर a बाय 2 पावर n फ़ॉर्म के हैं दूसरे शब्दों में डिनॉमिनेटर 2 की पावर n फ़ॉर्म के हैं उदाहरण के तौर पर 0 बराबर है 0 बाय 1 और यह 1 बराबर है 2 की पावर 0 के तो यह R का सदस्य है इसी तरह से 1 जो कि 1 बाय 1 के बराबर है जो कि बराबर है 1 बाय 2 पावर 0 के और यह R का सदस्य है हाँ 1 बाय 2 भी R का सदस्य है 3 बाय 2 भी R का सदस्य है 3 बाय 2 भी R का सदस्य है 1 बाय 16 भी R का सदस्य है तो यह सभी R के एलिमेंट्स हैं लेकिन दूसरी तरफ 1 बाय 3 R का सदस्य नहीं है 1 बाय 6 भी R का सदस्य नहीं है 8 बाय 10 भी R का सदस्य नहीं है तो यह R के सदस्य हैं और यह R के सदस्य नहीं है तो यहां पर भी टेस्ट बहुत ही आसान है R का सदस्य होने के लिए पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना होगा 8 बाय 10 को सिम्पलीफी करना होगा यहां कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना होगा तो यह 4 बाय 5 प्राप्त होता है तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद जो भी डिनोमिनेटर बचेगा वह 2 की पावर होनी चाहिए क्या यह रिंग है तो यहां यह सवाल पूछा गया है कि क्या यह रिंग है यह पहले ही देख लिया गया है कि 1 और 0 रिंग के सदस्य है अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी होगी a बाय 2 पावर n R का सदस्य है और b बाय 2 पावर m R का सदस्य है इन दोनों का ऐड करने पर a टाइम्स 2 पावर m प्लस b टाइम्स 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर m प्लस n प्राप्त होता है यहां m प्लस n होगा क्योंकि यह 2 पावर n टाइम्स 2 पावर m है अब क्या इनकी फॉर्म सही है हाँ यहां मुमकिन है कि यह सिम्पलेस्ट फॉर्म में नहीं है लेकिन हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर सकते हैं ध्यान दें डिनोमिनेटर में केवल 2 ही फैक्टर है और अगर इन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे तो जो फैक्टर बचेंगे वह भी 2 की ही कोई पावर होगी इसी तरह से a बाय 2 पावर n टाइम्स b बाय 2 पावर m बराबर है ab बाय 2 पावर n प्लस m के यह असल में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है क्योंकि a और b ओड नंबर्स ही हैं तो यह सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है डिनोमिनेटर 2 की पावर है और अगर इन्हें कैंसिल भी करना होगा तब भी यह 2 की पावर ही है तो यह R का सदस्य है तो यह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोज्ड है तो R एक रिंग है शिक्षार्थी इन्हे खुद से वेरीफाई कर सकते हैं तो यह सभी रिंग्स के उदाहरण थे तो यहां इन उदाहरणों से यह बताया गया है कि कैसे सेट्स रिंग्स है और कौनसे नहीं अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं तो अब हम आइडियलस और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं तो अब होमोमोर्फिसम और आइडियलस से सम्बंधित कुछ प्रश्न देखते हैं याद करें ग्रुप होमोमोर्फिसम क्या है मान लें R से R प्राइम तक एक रिंग होमोमोर्फिसम है मान लें R से R प्राइम तक रिंग होमोमोर्फिसम को फाई से निर्दिष्ट किया गया है इसका कर्नल क्या है कर्नल R के एलिमेंट्स का सेट जो कि R प्राइम के एलिमेंट 0 पर मैप होते है तो यह कर्नल की परिभाषा है आइडियल के बारे में हमें पता है तो यहां सवाल यह है कि हमें यह सिद्ध करना है कि कर्नल फाई बराबर 0 है यदि और केवल यदि फाई इंजेक्टिव है तो याद करते हैं कि जैसे ग्रुप थ्योरी के कोर्स में होमोमोर्फिसम के सवाल हल किये गए थे ठीक उसी तरह से यहां भी इसे हल किया जा सकता है तो इसे यहां लिख लेते हैं अगर ग्रुप होमोमोर्फिसम दी गई है और यहां भी कर्नल का नोशन है तो ग्रोपु होमोमोर्फिसम इंजेक्टिव है यदि और केवल यदि कर्नल बराबर 0 है तो इसका कारण भी बिकुल वो ही है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कर्नल का सदस्य है तो यह केवल एक ग्रुप थेओरेटिक सवाल है क्योंकि यहां R पर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है यहां यह सब R की एडिशन के अंतर्गत ही होता है और एडिशन के अंतर्गत R एक ग्रुप है फाई इंजेक्टिवे है या नहीं यह भी एक सेट थेओरेटिक सवाल है अब जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं तो इंजेक्टिव का क्या अर्थ होता है इंजेक्टिव की परिभाषा है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पर मैप होते हैं इसका मतलब मैप इंजेक्टिव है अगर R के दो बराबर एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पर मैप हो जाएं तो अगर फाई ऑफ़ a बराबर है फाई ऑफ़ b के जहाँ a और b R के सदस्य हैं तो a और b बराबर है अब इसको प्रूव करते हैं मान लेते हैं फाई इंजेक्टिव है तो हमें यह सिद्ध करना है कि फाई बराबर 0 है यह पहले से ही पता है कि फाई ऑफ़ 0 बराबर है 0 के फाई एक रिंग होमोमोर्फिसम है तो विशेष तौर पर यह एक ग्रुप होमोमोरफिस्म है जो एडिटिव आईडेंटिटी को एडिटिव आईडेंटिटी पर मैप करती है मान लेते है कि a कर्नल फाई का सदस्य है तब फाई ऑफ़ a बराबर है 0 के लेकिन फाई ऑफ़ 0 बराबर है 0 के लेकिन यह हाइपोथिसिस ली गई है कि फाई इंजेक्टिव है याद करें इंजेक्टिव की परिभाषा से फाई ऑफ़ a बराबर है फाई ऑफ़ 0 के तो a बराबर है 0 के इसका मतलब है केवल 0 कर्नल फाई का सदस्य है तो यहां कर्नल फाई का एक आरबिटरेरी एलिमेंट लिया गया था और यह प्रूव किया गया है कि असल में a बराबर 0 है इसका मतलब कर्नल फाई बराबर 0 है हाँ पक्के तौर पर 0 कर्नल का सदस्य है क्योंकि फाई ऑफ़ 0 बराबर है 0 के तो कर्नल में केवल 0 एलिमेंट ही है अब मान लेते हैं कि कर्नल फाई बराबर 0 है अब यह सिद्ध करना है कि फाई इंजेक्टिव है यह भी एकदम सीधा ही है हमें यह सिद्ध करना है कि फाई इंजेक्टिव है मान लेते हैं कि फाई ऑफ़ a बराबर फाई ऑफ़ b है अगर फाई ऑफ़ a बराबर फाई ऑफ़ b है तो इंजेक्टिव की परिभाषा से हमें a बराबर b सिद्ध करना है अगर फाई ऑफ़ a बराबर फाई ऑफ़ b है तब इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि फाई ऑफ़ a माइनस b बराबर है 0 के क्योंकि फाई ऑफ़ a माइनस b बराबर है फाई ऑफ़ a माइनस फाई ऑफ़ b के तो a माइनस b कर्नल फाई का सदस्य है यह कर्नल की परिभाषा से प्राप्त होता है अगर a माइनस b कर्नल का सदस्य है और यह माना गया है कि कर्नल में केवल 0 एलिमेंट ही है तो a माइनस b बराबर है 0 के इसका मतलब a बराबर b है इसका मतलब फाई इंजेक्टिव है तो यह सवाल हल हो गया है अब एक रिमार्क लिखते हैं कि कहीं पर भी R की मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल नहीं किया गया है असल में इस सवाल के लिए R एक रिंग है जिस पर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है की जरूरत नहीं है हमें केवल एडिटिव स्ट्रक्चर की जरूरत है तो हमने सिद्ध कर दिया है कि रिंग होमोमोर्फिसम इंजेक्टिव है यदि और केवल यदि इसके कर्नल में केवल 0 ही है तो इसे आगे के प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है